पिछले २ व्याख्यानों में हमने २ मामलों पर विचार किया है एक कण में से एक डेल्टा फ़ंक्शन क्षमता में गतिमान और कण एक परिमित आकार के बॉक्स में घूम रहा है जिसके लिए श्रोडिंगर समीकरण को विश्लेषणात्मक रूप से हल किया जा सकता है हालांकि सभी संभावनाएं नहीं हैं मेरा मतलब है कि इस तरह के उपचार को देखने में सक्षम सभी संभावनाएं नहीं हैं उदाहरण के लिए भले ही मैं एक क्षमता लेता हूं जहां क्षमता सीमाओं पर बन जाती है हम x 0 और x एल कहते हैं लेकिन इस तरह से या संभावित रूप से इस तरह की क्षमता में या सामान्य रूप से संभावित क्षमता को बदलते हैं जो कि बीच में कुछ मनमाना आकार है कि मैं श्रोडिंगर समीकरण को कैसे हल करूं और इसके लिए हमें श्रोडिंगर समीकरण को संख्यात्मक रूप से एकीकृत करना होगा मैं अंतर समीकरण में संख्यात्मक रूप से कैसे एकीकृत करूं मैं अब मुख्य रूप से श्रोडिंगर समीकरण को हल करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा जो कि दूसरा ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन VxψEψ और यह एक आइजन वैल्यू इक्वेशन है इसका मतलब है मुझे कुछ सीमा शर्तों को पूरा करना होगा तभी समाधान स्वीकार्य है तो मैं आपको केवल यह बता दूं कि श्रोडिंगर समीकरण माइनस 22m VxψEψ के लिए मुझे नंबर 1 को कुछ सीमा शर्तों को पूरा करना चाहिए तरंग फ़ंक्शन ψ निरंतर है और तीसरा ψ निरंतर है जब तक हम पर नहीं जाते हैं मुझे इन सभी 3 शर्तों को पूरा करना होता है और फिर यह एक साथ मुझे आइजन ऊर्जा और आइजन फ़ंक्शन देता है इसलिए हमें जो करना है वह इस समीकरण को हल करना है जो सीमा की शर्तों को संतुष्ट करता है और यह सुनिश्चित करता है कि और दोनों लगातार संख्यात्मक तकनीकों के बारे में सीखना शुरू कर रहे हैं हम इस व्याख्यान में एक सरल समस्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे जहां 00 और L0 होगा हमें समस्या को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं तो यह दो बिंदुओं पर असीम रूप से ऊंची दीवारों V→∞ के साथ समस्या है और 0 और L के बीच बाहर रहता है V कुछ आकार V है तो इस किनारे पर ψ0 और दूसरे किनारे पर ψ0 और हमें बीच में समाधान बनाना होगा तो अवकल समीकरणों के संख्यात्मक समाधान में हम वास्तव में समाधान का निर्माण करते हैं हम यह कैसे करते हैं हम अपने आकार और उस सब को अपडेट करने के लिए और " को एकीकृत करना शुरू करते हैं तो इस मामले में एक तकनीक हो सकती है जिस स्थिति मेंψ0 दो तरफ ψ और एल दोनों ψ हैं यह x0 L है तो निर्माण का एक तरीका 00 पर x0 के साथ शुरू किया जा सकता है और कुछ परिमित संख्या के बराबर है मान लीजिए 1 या कुछ स्थिर है मैं यहां दिखाता रहूंगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं तो इस बॉक्स में मुझे को लाल ψ0 द्वारा दिखाने दिया है और कुछ ढलान जो हम इसके साथ कर सकते हैं वह है अगले बिंदु पर मान ज्ञात करना तो श्रोडिंगर समीकरण से नंबर 2 2m2V0 E तो मुझे पता है इसका मतलब है कि किसी भी बिंदु पर मुझे पता है और यह मुझे भी देता है तो इस बिंदु से बाईं ओर x 0 शुरू हुआ मैंने इसे अपडेट किया है और इसलिए मैं लिख सकता हूं अगले बिंदु पर मैं इसे i1ψix कहता हूं और मैं भी अपडेट कर सकता हूं i1 वें बिंदु पर ixऔर मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं x को जानता हूं कुछ बिंदु मैं जानता हूं भी एक बार मैं ऐसा करता हूं इसलिए मैंने इस क्रॉस पर सब कुछ पाया मैं फिर से अगले बिंदु तक अपना समाधान बनाता हूं और उस से अगले बिंदु तक उस से अगले बिंदु तक उस से अगले बिंदु तक और इसी तरह मैं समाधान का निर्माण जारी रख सकता हूं क्योंकि मैं केवल पहले आदेश तक की शर्तों को रख रहा हूं मुझे यह सुनिश्चित करना है कि यह xवास्तव में दूसरे क्रम में छोटा है इस प्रक्रिया को शुरू करने के बाद अब उपेक्षित किया जा सकता है तो इस मामले में मैं उस मामले को ले रहा हूं जहां साई दोनों तरफ x0 xL गायब हो जाता है तो x0 से शुरू करें 00 0 के साथ कुछ स्थिरांक के बराबर है तो चलिए इसे C लिखते हैं मैंने पहले एक लिखा था और xL तक का हल तैयार किया था अब सीमा की स्थिति की मांग है कि L0 अब याद रखें जब मैं ψψx0 से शुरू कर रहा हूं मैं एक समाधान बना रहा हूं और समाधान ई पर निर्भर करता है ऐसा क्या हुआ क्योंकि मेरे पास एक 00 00 था लेकिन मेरे पास किसी भी बिंदु पर है जो 2m2V0 E के रूप में दिया गया है तो किस पर निर्भर करता है ई है दिया गया है और मैं अपना समाधान बनाने के लिए इन सभी 3 का उपयोग करता हूं तो ψ तब तक 0 नहीं होगा जब तक कि मेरे पास वास्तव में वह आइगन मान न हो तो क्या हो सकता है उदाहरण के लिए यदि मैं समाधान तैयार करता हूं तो एक समाधान इस तरह हो सकता है मैं हरे रंग में दिखा रहा हूं यह स्वीकार्य नहीं है तो यह कुछ ई दूसरा समाधान है जो कुछ अन्य ई की तरह करने के लिए जाता है जब तक कि मैंने बिल्कुल ई नहीं लिखा है कि कम से कम दूसरी तरफ 0 पर जाता है और यह स्वीकार्य है तो अगर कुछ ई के लिए L0 उस ई को ईजिन ऊर्जा के रूप में स्वीकार करता है और समाधान ईजेन फ़ंक्शन के रूप में स्वीकार करता है और फिर आप ई को बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक अवस्था को ढूंढ सकते हैं चूँकि इस स्थिति में कण 0 और l के बीच आबद्ध है इसका मतलब है इस सीमा के बाहर वी V→∞ इस मामले में अनंत संख्या में राज्य होने जा रहे हैं और इसलिए आप ई पर स्कैनिंग जारी रख सकते हैं और अधिक से अधिक अवस्था को ढूंढ सकते हैं दूसरी विधि फिर से संपत्ति का उपयोग करके हो सकती है श्रोडिंगर समीकरण है और यह मामला फिर से मेरे पास है 00 L0 x0 xL नंबर 1 एकीकृत करना शुरू करें या मैं जो कहता हूं वह x0 से दाईं ओर समाधान का निर्माण करता है जहां लिखने का अर्थ है x0 तो आप 00 0से शुरू करते हैं जो कुछ संख्या के बराबर होता है और फिर आप से जानते हैं और आप निश्चित बिंदु x तक एकीकृत करना शुरू करते हैं आइए हम इसे x0 तक xx0 सेकेंड कहते हैं फिर से एक्स से समाधान बनाने के लिए एकीकृत करना शुरू करें एल बाईं ओर तो आप क्या करेंगे xL0 ले पर xL कुछ अन्य स्थिर C से मुझे पता है तो आप फिर से बाईं ओर और xx0 तक एकीकृत करना शुरू करते हैं इसलिए हमने जो किया है हमने किया है इस क्षमता में है हम यहां से एक समाधान का निर्माण शुरू करेंगे हम कहते हैं कि यह वही है जो इस तरफ से आता है और हमने समाधान का निर्माण दाईं ओर से शुरू किया है और आइए हम कहें कि यह इस तरह से आता है इसे दूसरी स्थिति से मेल खाने की आवश्यकता नहीं है यह हो सकता है कि मैं इसे लाल रंग में दिखाऊं यह साथी ऐसा हो सकता है जो हमें xx0 पर करना चाहिए समाधान किसी भी बिंदु पर इसका क्या मतलब है इसका मिलान करना चाहिए स्वीकार्य समाधान के लिए हमारे पास क्या है x निरंतर है इसका मतलब है बाएं से xx0 दाएं से xx0 के बराबर होना चाहिए और संख्या 2 निरंतर है तो आपके पास होना चाहिए xx0 बाईं ओर से xx0 दाईं ओर से आने के बराबर है तो आप जो कर सकते थे वह दो समाधानों से मेल खाता था एक कारक से गुणा करके और फिर मानों की तुलना करें तो मैं फिर से यह चित्र बनाता हूं और आपके पास बाईं ओर से एक समाधान आ रहा है यह इस तरह का समाधान हो सकता है जो दाईं ओर से आ रहा है जो इस तरह हो सकता है अब देखते हैं कि क्या इस बिंदु पर हम मिलान कर रहे हैं जो कि xx0 है चूंकि हमने पहले अलग अलग ढलानों से शुरुआत की थी इसलिए वेव फंक्शन मेल नहीं खाता था तो हमें जो करने की ज़रूरत है वह दाहिने हाथ की ओर को उस कारक से गुणा करना है जो इसे नीचे लाता है इस बिंदु पर तरंग फ़ंक्शन मेल खाता है तो मैं right लिख सकता हूं मैं rightxleftx0rightx0 के रूप में लिख सकता हूं इससे मैच हो जाएगा तो यह इसे वक्र को यह नीला वाला बना देगा तो चलिए मैं यह नया लिखता हूँ तो लाल से हमने यह किया है मुझे इसे लाल के रूप में लिखने दें तो मैंने rightnewxrightxleftx0rightx0 बनाया है और उसके बाद यह एक कदम है और इसके बाद यह सी अगर leftx0 के समान है यदि यह समाधान नहीं है तो दूसरी तरफ स्वीकार्य नहीं है दोनों बराबर हैं तो हमें ईजिन ऊर्जा ई मिल गई है इसलिए कुछ ऊर्जा के लिए वे बराबर हैं और वह है ईजिन ऊर्जा वे सभी ऊर्जाओं के लिए बराबर नहीं होंगे यह सब पुनर्विक्रय किया गया है तो यह दो अलग अलग तरीकों से आइगन मान और आइगन function को खोजने का तरीका है एक यह सुनिश्चित करके कि तरंग फ़ंक्शन सभी जगह सुचारू है इसका मतलब है और एक ही हैं चाहे मैं किस तरफ वेव फंक्शन फॉर्म को एकीकृत करूं और दूसरा मैं एक सीमा से शुरू होने वाले स्मूथ वेव फंक्शन का निर्माण करता हूं और सुनिश्चित करता हूं कि दूसरी सीमा की स्थिति भी संतुष्ट है दोनों स्वीकार्य तरीके हैं अब हम कभी कभी वास्तव में कभी कभी गठबंधन नहीं करते हैं हर समय की निरंतरता और की निरंतरता को एक शर्त में जोड़ते हैं जिसे लॉगरिदमिक व्युत्पन्न की निरंतरता के रूप में जाना जाता है तो इस मामले में मैं क्या करता हूं कि मैं x0x0 left बाएं लेता हूं और इसकी तुलना x0x0 right दाएं से करता हूं और जांचता हूं कि वे बराबर हैं या नहीं अगर वे कुछ ई के बराबर हैं तो हमें ईजिन ऊर्जा ई मिल गई है यदि नहीं तो हम फिर से जाते हैं कुछ अन्य ऊर्जा और जाँच करें तो हम ऊर्जा को स्कैन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या होता है तो ये दो विधियाँ होने जा रही हैं जिनका उपयोग हम किसी समस्या के आइजनफ़ंक्शंस और आइजन ऊर्जाओं की गणना में करते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम उन समस्याओं पर हो रहे हैं जहाँ क्षमता x 0 और x L के बीच कुछ भी हो सकती है लेकिन यह उस क्षेत्र के बाहर होने जा रहा है तो वह तरंग फ़ंक्शन हमेशा दो सीमाओं पर 0 होने वाला है अब श्रोडिंगर समीकरण माइनस 22mVxψEψ है अब ये संख्याएँ और m बहुत कम हैं हम सूक्ष्म जगत के साथ काम कर रहे हैं तो क्या समस्या को फिर से स्केल करना अच्छा विचार है ताकि दूरियां और ऊर्जाएं 1 कोटि की हों इसका मतलब है कि हम इकाइयों को १० दिन से घटाकर ३६ करने के क्रम के बजाय बदल रहे हैं 10 दिन से लेकर माइनस 19 तक और इसी तरह कंप्यूटर में प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल होगा इसलिए उदाहरण के लिए हम जो करते हैं इस मामले में जिन समस्याओं से हम अभी निपट रहे हैं वह यह है कि लंबाई का पैमाना हम L मानेंगे जो कि क्षमता की चौड़ाई है और ऊर्जा का पैमाना स्वाभाविक रूप से 2mL2 हो जाता है तो लंबाई के पैमाने को 2mL2 रखें जो कि आयामी रूप से सही है तो आइए इसके लिए श्रोडिंगर समीकरण को फिर से लिखें इसलिए जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास 22md2dx2VxψEψ मुझे यहां L से गुणा करने दें और L2 से भाग दें इसलिए कि मेरे सामने d2d2VxxEψ के सामने माइनस 12 2mL2 के रूप में समीकरण है विभाजित करें 2mL2 द्वारा 12d2dxL2Vx2mL2 ψxE2mL2 ψ प्राप्त करने के लिए समीकरण को 12d2ydy2V ψyE ψ के रूप में फिर से लिखने के लिए yxL और EE2mL2 औरVV2mL2 पर कॉल करें और यह मेरा समीकरण है इस आयामहीन मात्रा में y E और V और अब मैं y को 0 और 1 के बीच ले सकता हूं x की 0 और एल के बीच के मांग के लिए क्वांटम यांत्रिकी या परमाणु मात्रा में याद रखें कि एल कुछ एंगस्ट्रॉम हो सकता है जो कुछ 10 10 मीटर है अब मैं y को 0 और 1 के बीच बदल सकता हूं इसलिए मैं y में वृद्धि को 01 के क्रम में ले सकता हूं और इसी तरह अगर मैं x के संदर्भ में वही काम करना चाहता हूं तो यह और अधिक कठिन होगा और संख्यात्मक रूप से अस्थिर तो अब हम समीकरण को एकीकृत करने में सक्षम हैं तो मेरे पास फिर से मैं इस बॉक्स को ले जाऊंगा जहां बीच में कुछ क्षमता है हम इसे कहते हैं अब हम इसे 2mL2 की इकाइयों में दिया गया है इसलिए मैं उस बार को इसमें छोड़ने जा रहा हूं इसे 12d2ydy2V ψyEψ विधि के रूप में लिखें एक नंबर होने जा रहा है जो हमने 00 से शुरू किया था कुछ संख्या के बराबर है चलो इसे 1 मान लें और फिर एकीकृत करें तो हम क्या करेंगे कि हम इस पूरी चीज़ को छोटे अंतराल x में विभाजित करेंगे तो x बिंदु 0005 के क्रम का हो सकता है इसी तरह कुछ x बहुत छोटी संख्या तो मैं श्रोडिंगर समीकरण द्वारा ψ और 1 से शुरू करूंगा जो कि 2V E है तो मेरे पास ψ 00x होगा x10 जो 0 है अभी xहै और अब मैं लिख सकता हूं x2mVx Eψ यह यहाँ से पूरा हुआ एक चक्र है मैं अगले चरण पर जा सकता हूँ और 2xψxxx लिख सकता हूँ 2Δxx जिसे हम पहले ही x पर परिकलित कर चुके हैं x और 2x अब 2V2Δx Eψ के बराबर होने के लिए अद्यतन किया गया है यह एक और चक्र है जिसे हमने पूरा कर लिया है यह मी बहुत दूर होना चाहिए और अब मैं समाधान आदि बना सकता हूं तो सामान्य तौर पर मैं जो कर रहा हूं वह यह है कि मैं i1ii x लिख रहा हूं मैं i1 को ii Δx के रूप में अपडेट कर रहा हूं और एक बार जब मुझे i1 प्लस मिल गया तो मैंi1को अपडेट कर सकता हूं i1 2Vxi1 E के बराबर है ध्यान दें कि हम E पर निर्भर होंगे और इस तरह मैं अलग अलग बिंदुओं पर समाधान तैयार करने के लिए पूरी तरह से दूसरी तरफ जा सकता हूं x एल और फिर जांचें कि क्या हम कहते हैं कि अंतिम बिंदु एन 0 के बराबर है और संख्यात्मक रूप से यह सुनिश्चित करना बहुत मुश्किल है कि 0 है तो आप क्या करते हैं आप कहते हैं कि N कुछ बहुत छोटी संख्या से छोटा है मान लें कि 10 3 या 10 4 या इसी तरह यदि ऐसा है तो आप इसे स्वीकार करते हैं तो जिस क्षण ऐसा होता है आपको ईजिन ऊर्जा ई मिल गई है जो भी ई जो आपकी उस ऊर्जा के लिए होती है और एक बार जब आप उस ऊर्जा को पा लेते हैं तो आपने iअलग अलग पाया है i1⋅⋅⋅⋅N आपको देता है प्रत्येक बिंदु पर का मूल्य तो अब आप को जो करते हैं उसे सामान्य करते हैं आप 0L2dx की गणना करते हैं जो कुछ भी नहीं होगा लेकिन i1Ni2x और यह आपको कुछ संख्या देता है आइए हम CN कहें तो inew जो भी आपने पहले गणना की थी iCNसामान्यीकृत तरंग फ़ंक्शन देता है जो एक तरीका है इस स्थिति में तरंग फलन ज्ञात करना विधि २ जो इस मामले में आवश्यक नहीं है लेकिन मैं इसे दे रहा हूं क्योंकि इसके लिए उन मामलों की आवश्यकता होगी जो आने वाले व्याख्यानों में चर्चा करेंगे विधि 2 में आप वास्तव में एक तरफ से समाधान का निर्माण शुरू करते हैं आप दूसरी तरफ से समाधान बनाना शुरू करते हैं और आप किसी बिंदु x0 पर एक लॉगरिदमिक व्युत्पन्न से मेल खाते हैं जो आपको आइजन मान देता है तो आप जो करते हैं वह हमारे बीच में कुछ क्षमता है L0 00 तो आप फिर से शुरू करें इस पूरी चीज़ को छोटे छोटे छोटे अंतरालों में विभाजित करें तो आप i1i x और उन सभी चरणों को लिखते हैं जो हमने पहले किए थे और x0 से x0 तक एकीकृत करते हैं यह किया गया है कि अंतिम बिंदु N है तो आप N 1ψ जो कि 0 N है क्योंकि आप बाईं ओर जा रहे हैं तो यह N Nहोने जा रहा है जो भी मान आप समय मानते हैं आपको N 1N Nx मिला है और फिर अपडेट करने के लिएऔर इसी तरह तो आप समाधान को दूसरे तरीके से तैयार करते हैं और फिर xx0 पर जांचते हैं कि क्या leftऔर rightएक ही है हम कैसे जांचते हैं कि हम कह सकते हैं कि right10 310 4 कि आपको चारों ओर खेलना होगा और देखना होगा कि एक बार ऐसा होने पर आपको उत्तर कहां मिलता है यदि यह निश्चित ई के लिए होता है जो कि ईजेन मान है तो E s के लिए जब ऐसा होता है तो आपको आइगन ऊर्जा और संबंधित मिल गई है अब आप जो को करते हैं उसे सही करने के लिए आप बाएं से आते हैं आप दाएं से आते हैं तो आप जो करते हैं वह है rightnew के बराबर होना चाहिए rightxleftnewx0rightnewx0 यह सुनिश्चित करेगा कि अब तरंग फ़ंक्शन xx0 पर मेल खाता है और फिर आपको निरंतर तरंग फ़ंक्शन और सामान्यीकृत में मिला तो जो मैंने आपको दिया है वह इस विशिष्ट प्रकार की समस्या में है जहां तरंग कार्य दो सीमाओं पर गायब हो जाता है कि तरंग कार्य और ईजिन ऊर्जा कैसे खोजें इसलिए निष्कर्ष निकालने के लिए हमने बहुत विशिष्ट समस्या के लिए श्रोडिंगर समीकरण को एकीकृत करने के बारे में सीखा है जहां x≤0 और x≥L के लिए Vx∞ और बीच में x के लिए V के बराबर है तो 00 और इसी तरह ψ है और हमें समाधान खोजने का एक तरीका मिल गया है अब हम अगले व्याख्यान में उन मामलों पर विचार करेंगे जहां यह इन सीमाओं पर गायब नहीं होता है लेकिन अनंत तक उन स्थिति के लिए समाधान खोजने के लिए सभी तरह से जाता है